एवं किसी दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण बनाम विचलन के कोण के मध्य प्लॉट से न्यूनतम विचलन के कोण का निर्धारण आज हम स्पेक्ट्रोमीटर और प्रिज़्म का उपयोग करके एक और प्रयोग प्रदर्शित करेंगे यह प्रयोग है आपतन कोण बनाम विचलन कोण को ड्रा करना ना कि न्यूनतम विचलन कोण को प्रकाश की एक विशेष तरंगदैर्ध्य के लिए प्रिज्म का यह कर्व किसी विशेष प्रकाश के लिए मतलब एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्य के लिए है अगर यह प्रिज्म पर पड़ता है तो हम प्रिज्म पर प्रकाश के आपतन कोण को बदल देंगे और विचलन को मापेंगे तब हम विचलन को आपतन कोण के एक फलन के रूप में प्लॉट करेंगे और एक कर्व प्राप्त करेंगे हमें इस तरह का एक कर्व मिलेगा हम अलग अलग आपतन कोण पर अलग अलग विचलन को प्लॉट करेंगे और इस तरह का एक कर्व प्राप्त करेंगे और इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है मूल रूप से इस प्रयोग से हम न्यूनतम विचलन के कोण का पता लगा सकते हैं फिर हम प्रिज्म के कोण की गणना कर सकते हैं इसके अलावा हम प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक को भी ज्ञात कर सकते हैं पहले हमें अलग अलग आपतन कोण पर विचलन प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना होगा और फिर ये विभिन्न पैरामीटर हम इस कर्व से पता लगाएंगे तो जाहिर है आप देख सकते हैं कि यह विचलन इस बिंदु पर न्यूनतम है यह संबंधित कोण यहाँ 'θi0' है जिसे मैंने लिख लिया है यह इन आपतन कोण के लिए है यह न्यूनतम विचलन है अब यदि आप कोण बढ़ाते हैं विचलन बढ़ जाता है यदि आप कोण को कम करते हैं तो विचलन भी बढ़ता है तो अब आप विशिष्ट तरंगदैर्ध्य के लिए इस प्रिज्म का न्यूनतम विचलन जानते हैं और तब इस संबंध का उपयोग करके वह 'θi0' जिस पर आपको न्यूनतम विचलन मिल रहा है वह बराबर है delmA2 के delmमतलब न्यूनतम विचलन और Aप्रिज्म कोण है आप 'θi0' जानते हैं और आप delm जानते हैं आप प्रिज्म के कोण का पता लगा सकते हैं यदि आप प्रिज्म के कोण और न्यूनतम विचलन को जानते हैं तब आप इस सूत्र का उपयोग करके अपवर्तनांक की गणना कर सकते हैं हमने पहले से ही यह प्रयोग किया हुआ है प्रिज्म के कोण को कैसे मापना है प्रिज्म के न्यूनतम कोण को इस कोण कैसे मापना है कोई अलग से इस पद्धति का उपयोग किए बिना भी प्रिज्म के कोण का पता लगा सकता है और इस कर्व से न्यूनतम विचलन और पदार्थ के अपवर्तनांक की गणना प्राप्त करते है हम प्रयोग करते हैं पहले डायरेक्ट रेज़ के लिए रीडिंग लेते हैं ठीक है डायरेक्ट रेज़ के लिए रीडिंग मतलब यह यह कॉलीमटोर है यह टेलीस्कोप है यह पहले से ही सेट है यह प्रयोग करने की स्थिति में है जिसे शूस्टर की विधि का उपयोग करके सेट किया गया है हम इसे समानांतर किरणों की लेवलिंग के लिए सेट करते हैं और फिर समानांतर किरणों के लिए प्रिज्म का उपयोग करके किसी भी प्रयोग को शुरू करने से पहले जो भी आवश्यकता होती है वह किया जाता है और यह कैसे करना है यह हमने आपको दिखाया है समझाया है हम इसे नहीं दोहराएंगे तो अब सीधी किरणों के लिए रीडिंग सही है अर्थात यह स्रोत है और यह है स्लिट यहाँ है स्लिट सोर्स यहाँ है कॉलीमटोर से समानांतर किरणें आ रही हैं और सीधे टेलीस्कोप पर गिर रही हैं अब मैं क्रॉस वायर को सीधी किरणों पर सेट करूंगा यह टेलीस्कोप की डायरेक्ट पोजीशन है जहां स्लिट की इमेज क्रॉस वायर के साथ सम्पाती है मैं क्रॉस वायर को इस तरह रखता हूं कि यह वास्तव में क्रॉस करती है " पोजीशन में नहीं है क्रॉस तरीके से यह और यह एक जैसी स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं तो अब आपको क्या करना है आपको ऐसा करना है हमारे पास 2 वर्नियर हैं वर्नियर 1 और वर्नियर 2 अब मैं वर्नियर 1 से रीडिंग लूंगा मेन स्केल रीडिंग रीडिंग लेने का तरीका मैंने समझाया था फिर वर्नियर स्केल रीडिंग ठीक है और फिर टोटल जिसे हम R0 बता रहे हैं या वर्नियर 1 इसी तरह मैं वर्नियर 2 से रीडिंग लूँगा अभी यह रीडिंग मैं आपको दिखा सकता हूँ या आपको बता सकता हूँ मुझे लगता है कि इसका उपयोग करने के लिए मुझे सावधान रहना होगा यह डिस्टर्बड है क्योंकि वास्तव में मेरे शरीर ने इसको छुआ था हमें उसको क्लैंप करना चाहिए और फिर मैं इस फाइन क्रॉस वायर का उपयोग करूंगा लेकिन किसी वजह से यह काम नहीं कर रहा है कुछ प्राप्त करेमें समझाता हूँ कि मुझे इसे डिस्टर्ब करना होगा हां अब मैंने इस स्थिति पर सेट किया फिर मैंने टेलीस्कोप को कस दिया है मैं घुमा नहीं सकता मैं केवल इस फाइन स्क्रू का उपयोग करके घुमा सकता हूँ लेकिन फिर भी यह ठीक से काम नहीं कर रहा है मुझे लगता है कि मुझे कुछ गड़बड़ करनी होगी हाँ अब यह काम कर रहा है मैं सोचता हूँ पहले हम सीधी किरणों के लिए रीडिंग लें हम स्पेक्ट्रोमीटर देखते हैं यह स्पेक्ट्रोमीटर समानांतर किरणों के लिए सेट किया गया है कि समानांतर किरणें कैसे प्राप्त करें इसे कैसे लेवल करें यह सब चर्चा हम कर चुके हैं हम पहले ही जान चुके हैं उसको नहीं दोहराएंगे तो अब पहले डायरेक्ट रीडिंग के लिए हमें यह सेट करना होगा यह टेलीस्कोप हमें कॉलीमटोर के समानांतर लाना है हाँ मैंने इस क्रॉस वायर को वर्णक्रमीय रेखाओं पर लगभग सेट कर दिया है इसलिए अब मैं इस टेलीस्कोप को कसूँगा मैं इसे घुमा नहीं सकता केवल फाइन स्क्रू का उपयोग करके ही मैं इसे घुमा सकता हूँ रीडिंग भी बदल जाएगी तो अब इस फाइन स्क्रू का उपयोग करके मैं वर्णक्रमीय रेखाओं को बिल्कुल क्रॉस वायर के क्रॉस पॉइंट पर सेट करूँगा हाँ मैंने इसे सेट किया है अब हमें इस स्थिति के लिए वर्नियर 1 और वर्नियर 2 की रीडिंग लेनी होगी मैं इस रीडिंग को देखने के लिए प्रकाश का उपयोग कर सकता हूं और यह भी मैं इसका उपयोग करूंगा मैं यह देख सकता हूं कि यह लगभग 350 और फिर 0 है यह 50 49 48 के आसपास 347 है और आपको वर्नियर का पता लगाना है मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं और दूसरे की भी हमें रीडिंग लेनी होगी मैं देख सकता हूं यह लगभग 0 है वर्नियर मिल रहा है यह 170 के आसपास है यह 350 के आसपास है और यह लगभग 170 है इसलिए यह इसके करीब होगा अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच रीडिंग का अंतर 180 है 350 और 170 है यह वास्तव में 350 नहीं है यह 347 है और फिर कुछ वर्नियर डिविज़न आपको पता लगाना है और यह 170 है जो मुझे लगता है कि 173 के आसपास है या इसी तरह रीडिंग लेने के बाद बस क्रॉस चेक कर लें कि यह अंतर लगभग 180 होना चाहिए ठीक है वर्नियर रीडिंग को ध्यान से लें इस मैग्नीफाइंग ग्लॉस का उपयोग करके आपको ध्यान से देखना होगा बहुत अच्छी आँखों की जरूरत है ढूंढे मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं रीडिंग लिखे वर्नियर 1 के लिए वर्नियर मेन स्केल रीडिंग और फिर वर्नियर स्केल रीडिंग 2 एवं वर्नियर स्थिरांक 20 सेकंड है हम वही स्पेक्ट्रोमीटर उपयोग कर रहे हैं जो हमने पहले दिखाया है यह 20 सेकंड है यह कुल रीडिंग 'R0' है जो 'MV' है तो अब वर्नियर के 2 लिए भी लिखें अब आमतौर पर हम 1 2 3 ऑब्जरवेशन लेते हैं मतलब आप बस फिर से एडजस्ट करें और अधिक शुद्ध बनाने की कोशिश करें और फिर से रीडिंग लें इस तरह से हम तीन बार रीडिंग लेते हैं प्रायोगिक त्रुटि को कम करने के लिए हमें अधिक रीडिंग्स लेनी चाहिए चाहे जो भी रीडिंग हो हमें उसे लिखना चाहिए इस तरह से टेलीस्कोप की डायरेक्ट रीडिंग के लिए इसका मतलब है कि यह टेलीस्कोप कॉलीमटोर के समानांतर है कॉलीमटोर से सीधा प्रकाश टेलीस्कोप पर गिर रहा है और हम इमेज को देख रहे हैं और डायरेक्ट रेज़ के लिए टेलीस्कोप की पोजीशन क्या है जो हम इस विधि में पता लगाते हैं हमें वर्नियर 1 के लिए औसत R0 और वर्नियर 2 के लिए औसत R0 की गणना करनी है अब आगे हमें क्या करना है आगे हम आपतन और विचलन के कोण के लिए डेटा लेंगे याद रखें कि यह न्यूनतम विचलन नहीं है विचलन है यह तालिका है जिसमें मैंने ऑब्जरवेशन की संख्या लिखी है फिर वर्नियर संख्या फिर अपवर्तित किरणों के लिए रीडिंग फिर से यह मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग कुल रीडिंग हम ऑब्जरवेशन लेंगे ठीक है 1 से 3 ऑब्जरवेशन 3 प्रेक्षण या कम से कम 2 प्रेक्षण आपको लेने चाहिए फिर हम औसत प्राप्त करेंगे वह जो कि हमें R1 दिया है अपवर्तित किरणों के लिए R1 फिर अगली रीडिंग्स परावर्तित किरणों के लिए यहाँ भी मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग कुल यह R2 फिर R2 का औसत इन प्रत्येक के विभिन्न कोणों के लिए आपतन कोण यह इन प्रत्येक आपतन कोण के लिए ऑब्जरवेशन है ठीक है प्रेक्षण 1 के लिए यह विशेष आपतन कोण उस कोण के लिए है हम टेलीस्कोप को अपवर्तित किरणों पर सेट करेंगे वर्नियर I और वर्नियर II के लिए रीडिंग लेंगे यह विचलन फिर विचलन यह अपवर्तित किरणें है अपवर्तित किरणें R1 अपवर्तित किरणों की स्थिति R1 माइनस R0 डायरेक्ट रेज़ सीधी किरणों की स्थिति है जो भी अपवर्तित किरणें निर्गत किरणें हैं वह कोण विचलन और आपतन कोण है आपतन कोण थीटा आई है थीटा आई के बराबर है अर्थात अपवर्तित किरणों की स्थिति माइनस सीधी किरणों की स्थिति तो इसका मतलब है यह इन सीधी किरणों से अपवर्तित किरणों का कोण क्या है यह सीधी किरणों से विचलन है परावर्तित किरणों का कोण क्या है यह R2 R0 है 180 से यहाँ से आप देख सकते हैं 180 माइनस यह कोण यहाँ आप देख सकते हैं कि यह सीधी किरण है यह R0 रीडिंग R0 जिसे हमने लिया है अब ये अपवर्तित किरणें है तो अब हम जो रीडिंग ले रहे हैं वह R1 माइनस R0 है जो डेल्टा है और परावर्तित किरणों की रीडिंग R 2 है ये परावर्तित किरणें R2 है तो अब डायरेक्ट R0 है ठीक है यह कोण है ये कोण तो अब यह लम्ब है 𝚹iआपतन कोण है अपवर्तित कोण भी थीटा आई है यह कोण 2 थीटा आई है और यह कोण यहाँ है मैंने लिखा है phi R2 माइनस R0 ये कोण इस सीधी रेखा के साथ यह कोण कुल कोण 180 है अर्थात यह 2थीटा आई के बराबर होगा थीटा आई 2 जो कि मैंने यहाँ लिखा है थीटा आई 2करके हमें अपवर्तित किरणों के लिए रीडिंग लेनी है फिर हम किसी विशेष आपतन कोण के लिए विचलन प्राप्त कर सकते हैं ठीक है फिर हम औसत विचलन का पता लगाएंगे और औसत थीटा आई जो कि आपको प्रत्येक के लिए मिलेगा लगता है कि मुझे बस चाहिए किसी विशेष कोण के लिए यह कोण है ठीक है और विचलन क्या है इस से प्राप्त होगा हाँ यह औसत विचलन है और यह औसत थीटा आई है और फिर यह फिर मैं प्रिज्म को थोड़ा बदलूंगा घुमाऊंगा मैं प्रिज्म की दूसरी स्थिति के लिए इसे प्राप्त करूंगा अर्थात दूसरे प्रिज्म के अगले आपतन कोण के लिए के लिए ठीक है मैं दूसरा प्रेक्षण लूंगा फिर से मुझे परावर्तित किरणों और अपवर्तित किरणों के लिए वर्नियर I और वर्नियर II की रीडिंग लेनी होगी इस तरह से हम प्रिज्म की विभिन्न स्थिति के लिए अलग अलग आपतन कोण के लिए प्रेक्षण को जारी रखेंगे 5 6 7 प्रेक्षण लेंगे मैं यहां रुकूंगा धन्यवाद